40 वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में सबसे पहले मैं एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की STM बोर्ड के साथ इंटरफेसिंग करूंगा इसके साथ ही पिछले दो लेक्चरों में हमने आपको एक्सेलेरोमीटर से परिचित कराया है उस डिवाइस के साथ भी हम कुछ प्रयोग करेंगे हम दिखाएंगे कि हम किसी डिवाइस के उन्मुखीकरण का पता कैसे लगा सकते हैं चाहे वह डिवाइस सपाट पड़ी हो या ऊपर की ओर खड़ी हो या वह नीचे की ओर हो या वह क्षैतिज रूप से बाएं या क्षैतिज रूप से दाएं हो ये कुछ झुकाव हैं जो हमें पता चलेंगे हम पहले दिखाएंगे कि हम माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि हम एक्सेलेरोमीटर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फिर हम किसी खास डिवाइस के उन्मुखीकरण का पता लगाएंगे और हम यह निर्धारित करेंगे और यह एक मोबाइल फोन में प्रदर्शित किया जाएगा जिसे मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के माध्यम से इन दोनों के बीच स्थापित STM के साथ जोड़ूंगा और अंत में हम आपको पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे अब हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल HC 06 है कनेक्शन काफी सीधा है यह Vcc है जो 5 वोल्ट से जुड़ा है यह जीएनडी है जो STM के ग्राउंड पिन से जुड़ा है TX D2 से जुड़ा है और RX D8 से जुड़ा है इसी तरह हमें इन दो पिनों के बीच एक सीरियल कनेक्शन बनाना होगा हमें एक पिन RX के रूप में और दूसरी पिन TX के रूप में बनानी होगी अब मैं आपको प्रदर्शन में दिखाऊंगा कि जब आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं तो यह वास्तव में कैसे काम करता है सबसे पहले ब्लूटूथ मॉड्यूल की STM के साथ इंटरफेसिंग करनी होगी कनेक्शन बन जाने के बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल का LED टिमटिमाना शुरू कर देगा इसका मतलब है कि कनेक्शन स्थापित हो चुका है अगे जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो दो डिवाइसों के बीच संचार के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा इसलिए जब आप STM बोर्ड से जुड़े ब्लूटूथ मॉड्यूल को अपने मोबाइल फोन ब्लूटूथ डिवाइस से जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से संवाद करेंगे इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो ब्लूटूथ डिवाइस में LED टिमटिमाना बंद कर देगा इसका मतलब है कि दोनों डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित हो चुका है ये दो चीजें हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि पहले चरण में जब आप सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल को माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ते हैं जब यह टिमटिमाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि कनेक्शन बन गया है लेकिन जब इसे किसी अन्य डिवाइस के साथ जोड़ दिया जाए तो यह टिमटिमाना बंद कर देगा पहले मैं आपको एक परीक्षण प्रोग्राम दिखाऊंगा जहां मैं अपने मोबाइल फोन ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल को STM बोर्ड के साथ जोड़ूगा और यह कुछ टेक्स्ट प्रदर्शित करेगा माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड से कुछ टेक्स्ट ब्लूटूथ के माध्यम से मेरे मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा इसलिए पहले हमें इन दो पिनों D8 और D2 के साथ सीरियल कम्युनिकेशन बनाना होगा मैंने जो नाम दिया है वह ब्लूटूथ है यह पहली बात है जब हम कोड लिखते हैं तो हमें इनिशियलाइज़ करना होता है और फिर हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं असल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं जो कनेक्शन हमने D8 और D2 के बीच ब्लूटूथ नाम से बनाया है हम हैलो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का उपयोग करेंगे इसलिए जब एक बार मेरे मोबाइल फोन के ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ STM के ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन बन जाने पर हम डेटा को स्थानांतरित करेंगे डेटा का स्थानांतरण इस तरह से होता है जिस ऑब्जेक्ट को हमने bluetoothprintf बनाया है वह हैलो को प्रिंट कर देगा फिर हम 5 सेकंड के लिए इंतजार करेंगे और फिर हम संदेश की इन कुछ पंक्तियों को प्रिंट करेंगे आपका माइक्रोकंट्रोलर उस ब्लूटूथ के साथ एक डिवाइस बन जाता है और आपका मोबाइल फोन एक अन्य डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कनेक्शन बनाएंगे यह एक सरल कोड है जहां मूल रूप से हमने एक TX और दूसरा RX बनाके यह कनेक्शन बना दिया है अब हम इंटरफेसिंग के साथ आगे बढ़ेंगे यह काफी सीधा है क्योंकि हमने पहले ही ब्लूटूथ के बारे में चर्चा की है मैं पहले ही एक्सेलेरोमीटर कनेक्शन के बारे में चर्चा कर चुका हूं हम यह कनेक्शन बना सकते हैं और एनालॉग पोर्ट A0 A1 और A2 से कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ यह TX के साथ D2 से जुड़ा हुआ है और RX के साथ D8 से जुड़ा हुआ है और ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए Vcc GND और एक्सेलेरोमीटर के लिए Vcc GND जुड़े हुए हैं हम पहले प्रयोग पर आते हैं मैं पहले कोड पर चर्चा करूंगा और फिर मैं प्रदर्शन करूंगा पहले प्रयोग में डिवाइस के उन्मुखीकरण का निर्धारण करूंगा पिछले लेक्चर में हमने आपको दिखाया है कि हम x y z निर्देशांक के अनुरूप कुछ मान प्राप्त कर रहे हैं उन निर्देशांक मूल्यों के आधार पर हमें परीक्षण करना होगा जब मैं एक डिवाइस के साथ एक्सेलेरोमीटर लगाता हूं और हम इसे लंबवत सीधा करते हैं फिर क्या बदलाव आते हैं इत्यादि और उसी तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे अगर वह x निर्देशांक मान इस और इसके बीच में है या y निर्देशांक मान इस और इसके बीच में है या z निर्देशांक मूल्य इस और इसके बीच में है तो यह ऊपर की ओर लंबवत है या नीचे की ओर इस प्रयोग में सबसे पहले डिवाइस के झुकाव पर ध्यान दिया जाएगा ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ और एक्सेलेरोमीटर के साथ कनेक्शन आरेख समान होगा यह Mbed C कोड है ब्लूटूथ मॉड्यूल में यह प्रदर्शित किया जाएगा कि क्या यह ऊपर की ओर लंबवत हो या यह नीचे की ओर है फिर हम X Y और Z आउटपुट को A1 A2 और A3 से कनेक्ट करेंगे आप किसी भी एनालॉग पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं फिर हम मान पढ़ रहे हैं हम तीन मानों को पढ़ रहे हैं जो Xread u16 Yread u16 और Zread u16 हैं मूल्यों को पढ़ने के बाद हमें जांचने की आवश्यकता है यहाँ x1 X OUT का मान है y1 Y OUT का मान है और z1 Z OUT का मान है हमने देखा है कि जब हम इस और इसके बीच x1 प्राप्त कर रहे हैं इस और इसके बीच y1 और इस और इसके बीच z1 तब डिवाइस को ऊपर की ओर लंबवत माना जाता है ऐसा करने के बाद bluetoothprintf फ़ंक्शन उपयुक्त संदेश प्रिंट करेगा इसी प्रकार अन्य संभव अभिविन्यासों के लिए यह सिर्फ एक प्रतिनिधि कार्य है जिसे हमने किया है जब आप इसे करते हैं तो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि आप मूल्यों को कैसे देखेंगे यदि आप आर्डयूनो का उपयोग करते हैं तो आप इसे सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं वरना आप कूलटर्म का उपयोग करते हैं जहाँ ये सभी मान प्रदर्शित हो जाएंगे आप डिवाइस को लंबवत रूप से पकड़ते हैं और देखते हैं कि आप द्वारा x y z निर्देशांक के क्या मान प्राप्त किए जा रहे हैं उसी के अनुसार आपके पास कोड लिखा हो सकता है इसी तरह कुछ और स्थितियां हैं जैसे कि डिवाइस सपाट पड़े हुए हैं जब यह सपाट पड़ा हुआ है तो आप x निर्देशांक मान देखते हैं और y निर्देशांक मान कुछ हद तक समान हैं लेकिन z निर्देशांक मान सबसे अधिक है हमारे पास कुछ और स्थितियां हैं जब डिवाइस क्षैतिज रूप से बाईं ओर है जब यह क्षैतिज रूप से बाईं ओर है जब हमारे पास x1 का मूल्य होता है और निश्चित रूप से z1 भी हम 34000 से 39000 की सीमा में देख सकते हैं और यहां y1 का मूल्य कम है इसी तरह यहाँ यह विपरीत होगा यह मान इस श्रेणी में है लेकिन y1 मान सबसे अधिक है तो यह क्षैतिज रूप से दाईं ओर है तो यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप डिवाइस में एक्सेलेरोमीटर कैसे लगा रहे हैं आपको उसे देखना है और उसी के अनुसार अपना प्रोग्राम लिखना है फिर हर प्रदर्शन के बाद 1 सेकंड का इंतजार होता है और इसके बाद 2 सेकंड का इंतजार होता है और सब कुछ दोहराया जाता है आइए दूसरे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं पिछले प्रयोग में हमने इसे इस ढंग से किया है कि जब भी डिवाइस का झुकाव बदलता है तो हर 2 सेकंड के बाद यह स्थिति प्रदर्शित करता है यहां हमने सिर्फ एक बदलाव किया है जहां जब कोई परिवर्तन होगा यह केवल डिवाइस का झुकाव प्रदर्शित करेगा इसका मतलब है अगर डिवाइस सपाट है तो यह सपाट रहेगा अगर सपाट से ऊपर की ओर लंबवत या नीचे की ओर में बदलाव होता है तो केवल यह ब्लूटूथ मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा मैं तुम्हें दिखाता हूं मैंने यहाँ क्या परिवर्तन किया है कोड का यह हिस्सा मूल रूप से एक ही है लेकिन हमने दो चर लिए हैं एक flag है हमने इसे 0 से शुरू किया है दूसरा एक old flag है जिसे भी 0 से आरंभ किया गया है तो ये दो चीजें हैं जो हमने की हैं अन्य सभी चीजों के लिए यह बहुत समान है हमने एक सीरियल कनेक्शन बनाया है फिर A1 A2 A3 एनालॉग पोर्ट एक्सेलेरोमीटर के X Y Z से जुड़े हैं और फिर हम यहां प्रोग्राम देखते हैं हम मूल रूप से क्या कर रहे हैं अगर आप देखें तो स्थितियां काफी समान होंगी हमारे पास जब भी यह ऊपर की ओर लंबवत होता है या यह नीचे की ओर होता है तो मूल रूप से क्या किया जाता है कि हम एक flag को प्रारंभिक मान देते हैं पहली स्थिति में flag 1 है अगली स्थिति में flag 2 है तीसरी स्थिति में flag 3 है अगली में flag 4 है जो अभिविन्यास पर निर्भर करता है और फिर हम देखते हैं कि यह फिर से flag 5 के साथ क्षैतिज रूप से दाएं और है और हम इस जाँच में क्या कर रहे हैं हम flag देख रहे हैं शुरुआत में flag का मूल्य 0 था और फिर इनमें से किसी भी एक स्थिति में flag का मूल्य बदल कर या तो 1 2 3 4 या 5 हो जाएगा अगर flag old flag के बराबर नहीं है तो एक बदलाव है पहली बार शर्त सही होगी क्योंकि flag old flag के बराबर नहीं है old flag मूल्य को flag द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है मान लीजिए कि डिवाइस क्षैतिज रूप से दाएं और था तब flag का मान 5 होगा पहली बार यह old flag मान इस मान के बराबर नहीं था इसलिए old flag मूल्य यहां 5 हो जाएगा और फिर हम डिवाइस क्षैतिज रूप से दाएं और हैं प्रिंट करते हैं हम एक मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं और फिर से old flag मान के बराबर flag की जांच करते हैं लेकिन दोनों समान नहीं हैं तो जो कुछ भी प्रदर्शित होता है वह रहेगा आइए हम क्षैतिज रूप से दाएं और से इसे क्षैतिज रूप से बाईं ओर बदलते हैं उस स्थिति में क्या होगा कि यह flag मूल्य बदल जाएगा तो ब्लूटूथ एक टेक्स्ट प्रदर्शित करेगा जैसे कि डिवाइस सपाट है आदि ये दो प्रयोग हैं जो हम आपको प्रदर्शन में दिखाएंगे एक्सेलेरोमीटर के अन्य एप्लीकेशन भी हैं ज्वलंत एप्लीकेशनस में से एक स्वास्थ्य निगरानी में है जो हमने अपने मोबाइल फोन में देखा है मूल रूप से यह आपको बताएगा कि एक दिन में आप कितना समय भागे हैं या आप कितने समय तक चले हैं आप कितने समय तक बैठे हैं इत्यादि आप अपनी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं जो आप दिन भर करते हैं और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जैसे कि मुख्य रूप से बुजुर्ग लोगों के गिरने के बारे में पता लगाना आप देखते हैं कि जब बूढ़े लोगों को आमतौर पर ज्यादातर समय अपने घर में अकेले रहना पड़ता है भले ही उनकी देखभाल करने वाले लोग हों लेकिन कुछ स्थितियों में हो सकता है कि हम उन्हें अकेला पाएं और ऐसे हालत में अगर कोई भी उनके आस पास नहीं है और कुछ गंभीर समस्या है जैसे कि वे बाथरूम में या घर में कहीं गिर जाते हैं तो उनके करीबियों को कैसे पता चलेगा इस एक्सेलेरोमीटर के उपयोग से यह गिरने का पता लगाने वाले एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है लेकिन हमें विभिन्न फॉल्स पॉजिटिव कंडीशनस का ध्यान रखने की आवश्यकता है इसे कोई गलत अलार्म उत्पन्न नहीं करना चाहिए तो हम इस लेक्चर के अंत में आ चुके हैं अब हम आपको प्रदर्शन दिखाएंगे अंतिम सप्ताह में हम एक डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं जो एक्सेलेरोमीटर है और यह क्या करता है मैंने पहले ही समझाया है अब मैं यह करना चाहता हूं कि जो निर्देशांक हमें इस एक्सीलरोमीटर से मिले हैं मैं उन्हें अपने मोबाइल फोन पर भेजना चाहता हूं हमें कुछ संचार करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से मेरा मोबाइल फोन और माइक्रोकंट्रोलर जिसके साथ एक्सेलेरोमीटर जुड़ा है संवाद करना चाहिए तो इस प्रक्रिया में हमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की आवश्यकता है हम एक प्रचलित ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे जो HC 06 है जहां हम माइक्रोकंट्रोलर से कुछ डेटा मेरे मोबाइल फोन पर भेजेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है क्योंकि बाद में हम जो करेंगे वह यह है कि हम एक्सेलेरोमीटर कनेक्ट करेंगे और ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल डिवाइस में x y z निर्देशांक संचारित करेंगे आइए कनेक्शन देखें जो हमें STM बोर्ड के साथ इस ब्लूटूथ के लिए करना है यह ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो HC 06 है आप देख सकते हैं कि इसके चार पिन हैं तो चार पिन इस तरह से हैं इसे एक RX मिला है इसे TX मिला है इसे GND मिला है और इसे Vcc मिला है मैं STM माइक्रोकंट्रोलर के GND Vcc TX और RX पिन के साथ जोड़ता हूं जिसके साथ हम काम कर रहे थे पहले हम सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे और हम इस माइक्रोकंट्रोलर से मेरे डिवाइस पर डेटा भेजेंगे ऐसा करने के लिए आपको एक और चीज़ की भी जरूरत है कि आपको ब्लूटूथ टर्मिनल स्थापित करना होगा मैं उस पर थोड़ी देर बाद आता हूं पहले मैं वह कनेक्शन दिखाता हूं जो हमें करना है जैसा कि मैंने कहा कि यह Vcc है जो इस से जुड़ा है यह GND है जो STM बोर्ड के ग्राउंड पोर्ट से जुड़ा है और फिर हमारे पास TX और RX है TX पोर्ट D2 से जुड़ा है और RX D8 से जुड़ा हुआ है एक बार जब आपका यह ब्लूटूथ मॉड्यूल जुड़ जाता हैं तो आपको एक ब्लूटूथ टर्मिनल की भी ज़रूरत होती है इसलिए मैंने पहले से ही एक ब्लूटूथ टर्मिनल स्थापित किया है यह ब्लूटूथ टर्मिनल है जिसे मैं पहले ही स्थापित कर चुका हूं तो यहां आप स्कैन कर सकते हैं और फिर यह स्कैन करेगा और असल में प्रदर्शित करेगा कि कौनसी डिवाइसस पास में हैं आप देखिए कि जब मैं कनेक्ट करता हूं तो यह LED टिमटिमा रहा है मूल रूप से इसका मतलब है कि यह कनेक्शन के लिए तैयार है यह किसी भी नजदीकी डिवाइस से जुड़ सकता है अब यह मेरा डिवाइस है यह मेरा मोबाइल डिवाइस है जिसे मैं पहले स्कैन करूंगा इसलिए हम स्कैन कर रहे हैं और आप बस एक बात नोटिस करिए कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में LED टिमटिमा रहा है यह कहता है कि कोई डिवाइस नहीं मिला अब यह कुछ डिवाइसस दिखा रहा है जैसे कि मैं पहले ही जोड़ चुका हूं आप वह जोड़ी डिवाइस देख सकते हैं यह यहां दिखाई दे रहा है यह एक डिवाइस जोड़ी है इसलिए मैं सिर्फ HC 06 का चयन करूंगा मैं बस उस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल आ रहा है अब देखिए क्या हुआ है एक बार इस मोबाइल के साथ कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद LED ने टिमटिमाना बंद कर दिया है अब मैं आपको कनेक्शन बंद करके एक बार फिर दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि LED ने फिर से टिमटिमाना शुरू कर दिया है इसलिए यह कनेक्शन के लिए तैयार है और जब मैं फिर से कनेक्ट करता हूं तो यह बंद हो जाता है इसका मतलब है कि यह जुड़ा हुआ है अब मैं ब्लूटूथ के माध्यम से दो संदेश इस माइक्रोकंट्रोलर से इस मोबाइल पर भेजूंगा तो आप देख सकते हैं दो संदेश आए हैं इस तरह से आप असल में ब्लूटूथ मॉड्यूल को किसी अन्य डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से और इस संचार डिवाइस के माध्यम से किसी अन्य मोबाइल डिवाइस पर डेटा भेज सकते हैं आज मैं आपको एक और प्रयोग दिखाऊंगा जहां मैं पहले से दिखाए गए ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ एक्सेलेरोमीटर को एकीकृत करूंगा और फिर हम किसी भी वस्तु के अभिविन्यास का विश्लेषण करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्सेलेरोमीटर x y z निर्देशांक प्राप्त कर रहा होगा फिर माइक्रोकंट्रोलर ज़रूरी काम करेगा यह जांचने के लिए विश्लेषण करेगा कि प्राप्त निर्देशांक क्या दर्शाते हैं कि डिवाइस सपाट है या डिवाइस ऊपर की ओर लंबवत है या वह नीचे की ओर है या क्षैतिज रूप से बाएं ओर है या यह क्षैतिज रूप से दाएं ओर है तो आप देखते हैं कि यह एक्सेलेरोमीटर है इसे 5 पिन मिले हैं तो ये पिन Vcc x y z और GND हैं मैं इसे ब्रेडबोर्ड से जोड़ रहा हूं जहां मैंने पहले ही कनेक्शन बना लिया है आप यह देख सकते हैं कि मैंने Vcc से कनेक्ट किया है यह मैंने GND से जोड़ा है और फिर x y z और ब्लूटूथ कनेक्शन हमने पहले ही देख लिया है और आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ में यह लाल LED टिमटिमा रहा है जिसका अर्थ है कि यह कनेक्शन के लिए तैयार है लेकिन डिवाइस अभी तक जुड़ा नहीं है अब जिस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया है जब हम डिवाइस को इस तरह से रखते हैं जिसका अर्थ है कि यह ऊपर की ओर लंबवत है अगर आप इसे इस तरह से करते हैं तो इसे लंबवत रूप से नीचे की ओर कहना चाहिए और फिर अगर आप बाएं मुड़ते हैं तो यह क्षैतिज रूप से बाएं ओर कहेगा और जब आप ऐसा करते हैं तो यह क्षैतिज रूप से दाएं ओर होगा तो मुझे पहले जरूरी काम करने दें यह ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन है हम पहले ही देख चुके हैं और यह कनेक्शन है जो मैंने इस एक्सेलेरोमीटर के साथ बनाया है और मैंने कहा कि कोड के दो सेट हैं जो हमने रखे हैं एक कोड के लिए यह लगातार भेजेगा कि इस ख़ास डिवाइस का उन्मुखीकरण क्या है और अगले प्रोग्राम में जब भी अभिविन्यास बदलता है तो यह तभी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के माध्यम से डेटा भेजेगा तो मुझे पहले ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करने दें आप देख सकते हैं कि यह अब भी टिमटिमा रहा है और अब मैं कनेक्शन जोड़ूंगा और आप देख सकते हैं कि अब यह स्थिर है और अब देखें कि क्या संदेश प्रदर्शित हो रहा है डिवाइस सपाट है इसलिए यह सपाट पड़ा है अब मैं इस डिवाइस को ऊपर की ओर लंबवत करूंगा इसलिए यह लंबवत रूप से ऊपर है अब मैं इस डिवाइस को लंबवत रूप से नीचे कर दूंगा अब यह दिखा रहा है कि डिवाइस लंबवत रूप से नीचे हैं और डिवाइस अभी सपाट है यह हर दो सेकंड में इसे भेज रहा है अब फिर से मैंने इसे ऊपर की ओर लंबवत बना दिया है जो इस टर्मिनल में प्रदर्शित है और फिर मैं क्षैतिज रूप से बाईं ओर करूंगा मैंने बाईं ओर किया है और अब मैं इसे क्षैतिज रूप से दाएं ओर करूंगा ताकि आप देख सकें कि यह अब क्षैतिज रूप से दाएं ओर है तो ये कुछ अभिविन्यास हैं जिन्हें हमने x y z axis के संबंध में बनाया है हमने पहले ही देखा है कि x y z axis पर क्या मूल्य प्राप्त होगा और हमने यहां एक्सेलेरोमीटर कैसे लगाया है इसके आधार पर हमने उसी तरह से कोड लिखा है इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा जब हम ऐसा करते हैं अब मैं फिर से अलग कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि इसने फिर से टिमटिमाना शुरू कर दिया है अब मैं फिर से एक और कोड को डंप करता हूं जहां केवल यह ही बदलेगा अगर इस ख़ास डिवाइस का उन्मुखीकरण बदलता है तो यह नहीं बदलेगा या अगर स्थान नहीं बदलता है तो यह कुछ भी नहीं भेजेगा अब मैं डिवाइस नहीं बदल रहा हूं अब मान लें कि मैंने डिवाइस को लंबवत रूप से बदल दिया है अब अगर आप पिछले प्रयोग को याद करते हैं तो यह लगातार प्रदर्शित कर रहा था कि यह 2 सेकंड में ऊपर की ओर लंबवत है लेकिन अब मैं इसे प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं मैं केवल तभी प्रदर्शित करूंगा जब कोई बदलाव हो अब आप देखते हैं कि संदेश भेजा गया है कि डिवाइस सपाट है इसलिए जब भी अभिविन्यास में परिवर्तन होता है या इस डिवाइस के स्थान में परिवर्तन होता है तो केवल एक संदेश आता है अन्यथा नहीं इसलिए लगातार हम कुछ नहीं भेज रहे हैं हम केवल तभी कुछ भेजेंगे जब इस ख़ास डिवाइस के अभिविन्यास में कोई परिवर्तन होता है अब यह क्षैतिज रूप से दाएं ओर है अब यह ऊपर है और यह तब तक कोई संदेश नहीं भेजेगा जब तक कि इस डिवाइस के स्थान में कोई बदलाव न हो उसी के कोड पर पहले से ही चर्चा की गई थी मैंने केवल प्रदर्शन दिखाया है इस एक्सेलेरोमीटर के विभिन्न एप्लीकेशनस हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही चर्चा की है जैसे कि आप एक दिन में एक व्यक्ति के कदमों के चलने की संख्या को ट्रैक कर सकते हैं इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हम एक्सेलेरोमीटर को विभिन्न स्थानों में स्थानांतरित करते हैं तो विभिन्न तरीकों से x y z के मान बदल जाते हैं और जब हम बैठे होते हैं या हम बहुत धीमी गती में चल रहे होते हैं तो मान कैसे बदलते हैं आप वास्तव में मानव गतिविधि पर नज़र रखते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं और कई अन्य एप्लीकेशनस भी हैं धन्यवाद